आज हम पहले सप्ताह के पांचवें व्याख्यान में हैं यह मै यहाँ रखता हूँ नहीं तो यह मुझसे छूट जाएगा यह है सप्ताह एक व्याख्यान पाँच 5 W1L 5 हमने पिछले व्याख्यान को बंद किया था चौथे व्याख्यान में कोशिका चक्र पर जहाँ व्याख्यान के अंत में मैंने दो कोशिका प्रकारों का परिचय प्रमुखता से बताया था विभाजन और ग़ैर विभाजन कोशिका और ग़ैर विभाजन कोशिका में मैंने न्यूरॉन कोशिका हृदय कोशिका के उदाहरण दिए और विभाजन प्रकारों में मैंने त्वचा कोशिकाओं के बारे में बात की मैं कुछ ही उदाहरण ले रहा हूँ वहां इस तरह के कई है जब भी आप विभाजन कर रही कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो मैं कहता हूँ इसके बारे में सोचे कि यदि मैं इसे लेता हूँ हम इसे शुरू करते हैं तो ग़ैर विभाजन कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं इस तरफ़ और विभाजन कोशिकाएँ उस तरफ़ तो मेरा उदाहरण त्वचा थी अब यदि आप त्वचा को ही देखेंगे त्वचा में दो परत होती हैं एपिडर्मल परत और डर्मल परत यदि आप अपनी स्वयं की त्वचा को देखेंगे कुछ इसके जैसी है त्वचा के रोम कुछ इस तरह से बाहर निकल रहे हैं और यह यहां कोशिका काय कुछ इस तरह से बैठी है और इनके नीचे की ओर से हम पहली परत देखते हैं इसके जैसी दूसरी परत कुछ इसके जैसी मैं इसे और विस्तारित कर रहा हूँ लेकिन यह उस तीसरी परत की तरह इतनी मोटी नहीं है चौथी परत इस तरह और पांचवी परत जो कि कुछ इस तरह की है तो ये जानने के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा यह एपिडर्मिस है और एक एपिडर्मिस के भीतर परते हैं यह स्ट्रैटम जर्मीनेटिवं है यह वाली स्ट्रैटम ग्रेन्यूलोसम है बीच में स्ट्रैटम स्पाइनोसम स्ट्रैटम लूसीडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम हैं दिलचस्प हिस्सा यह परत है इस स्तर में कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं के भाग हैं जैसे मॉर्टल कोशिकाएं और मिलेनोसाइट्स इस स्तर में है जो कहलाती हैं बेसल कोशिकाएं यह कोशिकाएं जिन्हें आप स्टेम कोशिकाओं की तरह मान सकते हैं अथवा जर्म कोशिकाएँ आपके जानने के लिए छमा करें जर्म कोशिकाएँ ग़लत शब्द है मुझे वापस से त्वचा स्टेम कोशिकाएँ लेने दें जो विभाजित हो के त्वचीय परत को बनाती है तो जो कुछ भी यहाँ विभाजित होता है वह परत दर परत इस तरह से चलती हैं और चल कर फिर वे सबसे ऊपरी स्तर पर आ जाती है और यह पूरी प्रक्रिया यह कोशिकाओं का प्रवास लगभग 15 20 दिन लेता है और सबसे ऊपरी परत पर यह कोशिकाएँ दो से तीन सप्ताह तक जीवित रहती है इससे पहले कि अलग हो जाएं और इसके पहले की परत ऊपरी स्तर पर चली जाती है यह हमेशा ऐसा है कि सबसे निचली परत पाँच है अगली चार है फिर तीन दो एक तो पाँच में से कुछ जर्म से जर्म तक 4 से 4 तक वह एक जर्म 1 से 3 3 से 2 2 से 1 और फिर 1 से 0 यह त्वचा से खिसकती जाती हैं इसी प्रकार यह पूरी प्रक्रिया चलती रहती है अब शुरू करते हैं इस कोशिका चक्र की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं यह अकेली कोशिका एक प्रक्रिया से गुज़र सकती है जिसे कुछ एक माइटोसिस की प्रक्रिया का एम चरण कहते हैं जिसे हम माइटोसिस की एम अवस्था कहते हैं माइटोसिस के बाद जहां गुणसूत्र अलग होते हैं और दो अनुजात कोशिकाएं बनती हैं अभी यह कोशिका है और यहां केंद्रक यह गुणसूत्रीय संघनित्र है तथा दो अनुजात कोशिकाएं बन जाती हैं इस स्तर पर अगला चरण माइटोसिस करता है इस कोशिका के पास एक विकल्प है इसे G1 चरण कहते हैं इसके पास एक विकल्प है और इसे निर्णय लेना है कि चाहे अंतिम छोर पर यह विभाजन से बाहर निकले और एक ग़ैर विभाजन अथवा अस्थाई रूप से विभाजन से बाहर निकल जाए और तब नियत अवधि में यह वापस से विभाजन चक्र करती है यहां पर कई चेक प्वाइंट हैं जैसे कि यह कई सारे साइक्लिन और सीडीके काईनेज जो शामिल हैं मैं उनमें नहीं जा रहा हूं तो वहां पर ऐसे कई अणु हैं जो साइक्लिन और सीडीके काईनेज से संबंधित हैं और वहां कई चेक प्वाइंट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं इसके बाद एक चरण एस अवस्था आती है यदि वह आगे बढ़ने का निर्णय लेती हैं और यह एस अवस्था है जहां डीएनए संश्लेषण होता है इसके बाद जी2 चरण है जहां पर वापस से विकल्प हैं वहां पर अनेकों अनेक चेक प्वाइंट हैं तो कोशिकाएं आवश्यक रूप से इस चक्र से गुजरती हैं अब वह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाती हैं की कितनी बार एक विभाजन कोशिका इस चक्र से गुजर रही होंगी क्या यह संख्या अनंत है अथवा क्या है यह अनंत संख्या है उदाहरण के लिए कहे इस जैसी असाधारण कोशिका कितने चक्र 12 3 4 इसी प्रकार आगे के क्रम में यह कितने चक्र पूरे कर सकती हैं क्योंकि हर एक चक्र के साथ गुणसूत्र में कुछ ऐसा है जो जिन्हें टीलोमियर कहते हैं टीलोमियर की लंबाई घटती है और दरअसल में टीलोमियर की लंबाई आपको बता सकती है कि गुणसूत्र का कौन सा भाग इसका छोर है क्योंकि जैसे ही अधिक से अधिक टेलोमेयर की लंबाई खो जाती है अंततः कोशिकाएं अपनी व्यवहार्यता खो देती हैं अपनी मूल विशेषताएँ खो देती हैं यदि कोशिका इस अवस्था में उदाहरण के लिए कहे जी1 अवस्था यहां पर अंत में फैसला करती हैं की वह ग़ैर विभाजन में बदल जाएगी तो वह सदैव के लिए ग़ैर विभाजन अवस्था में चली जाएगी तब इसे निर्णय लेना होगा कि अंतिम कार्यकी यह क्या करेगी इसका क्या मतलब है तो वहां 2 से 3 चरण हैं चक्र के अतिरिक्त मोटे तौर पर कहें तो यह कोशिका द्वारा होता है वास्तव में यह कोशिका चक्र में जाता है अब जबकि यह कोशिका चक्र है यह दो विकल्प कर रहा है कुछ या अन्य बिंदुओं पर यह विभाजन कर रहा है शायद कुछ दिनों के लिए अथवा कुछ घंटों के लिए जो भी हो इसमें विभाजन होना ही चाहिए और विभाजन के बाद किसी बिंदु पर यदि यह निर्णय लेती है की आगे यह विभाजन करने नहीं जा रही तब इसे अपनी एक अंतिम पहचान लेनी होगी इससे मेरा क्या तात्पर्य है इस अंतिम पहचान से मतलब क्या यह वह कोशिका होगी जो किसी एक प्रकार के हार्मोन का निर्माण कर रही होगी अथवा यह एक कोशिका होगी जो कि एलवीयोलाई में मौजूद होंगी अथवा यह एक कोशिका होगी जो कि हृदय में हृदय पेशीकोशिकाओं की तरह मौजूद होंगी अथवा यह एक कोशिका होगी जो कि इंसुलिन उत्पन्न करेंगी अथवा यह एक कोशिका होगी जो कि बनाएगी कहे तो एक किसी अन्य प्रकार के हार्मोन को जैसे कि आप जानते हो गोनेडोट्रॉपिंस तो कोशिका के उस दृढ़ निश्चय विभाजन को विभेदन कहते हैं तो यह कोशिकाओं का एक समूह है यहां बैठा है जो कि विभाजन कर रहा है अब यह एक इस बड़े समूह से विभाजन कर रहा है अब इस समूह से कुछ कोशिकाएं निर्णय करती हैं की आप जानते हैं कि वे अपने स्वयं का भविष्य निर्धारित करेंगे उनमें से कुछ कहे तो जैसे बन जाएंगी अपने आप पूर्णता विभेदित वह अब और विभाजित नहीं होंगी और वह कुछ स्रावित करेंगी कुछ विशिष्ट आबादी निर्धारित करेंगे कि वह न्यूरॉन बन जाएं और वे चाहें हम जानते हैं कि आगे कोई भी विभाजन हो वहां कुछ समूहों में एक विशिष्ट समूह निश्चय करता है कि वह पेशी कोशिकाएं अथवा कुछ अन्य कोशिका प्रकार बन जाएं यह भाग्य निर्धारण प्रक्रिया विभेदन कहलाती है और विभाजन कोशिका की परिस्थितियां विभेदन से अलग होती हैं इसलिए जब से हम कोशिकाओं को एक डिश में संवर्धित करते हुए एक बिंदु पर लाते हैं हमें सुनिश्चित करना होगा कि क्या हम कोशिका प्रकार को एक विभाजन अवस्था में रोके हुए हैं अथवा वे विभेदन करेंगी तो उदाहरण के लिए कहे मेरे पास एक संवर्धन डिश है यहां जहां की मेरे पास यह कोशिकाएं हैं जो कि स्थित है और मान ले कि वे विभाजन करके आगे फैल रही हैं अब इस समय परिस्थितियां जो कि वहां होंगी विभाजन स्थितियाँ वृद्धि कारक एवं आसपास की साम्यता वे सभी पूर्णता अलग होंगी इन कोशिकाओं के लिए जब वे निर्धारित करती हैं वह फेट डिटरमिनेशन है चाहे वह यहां से आएँगी वे न्यूरॉन बन जाएंगी अथवा वे बन जाएंगी आप जानते हो कुछ वास्तविक कोशिकाएं जैसे कि यह एस्ट्रोसाइट्स अथवा वे स्वान कोशिकाएं बन जाएंगी अथवा वे हृदय पेशी कोशिकाएं बन जाएंगी बस इतना ही तो यहां स्थितियाँ यदि आप वृद्धि कारकों की बात करते हैं यहां वे पूर्णतया भिन्न है यह दोनों स्थितियाँ बिल्कुल अंतर पूर्ण हैं वह हमें दूसरे बिंदु पर लाता है कि जब भी हम एक जैविक प्रणाली का बाहर अनुकरण करने की कोशिश करते हैं हमें गतिशील प्रणाली का अनुकरण करना चाहिए और वही कारण था कि क्यों पिछले व्याख्यान में इस पहलू को पढ़ाने से पहले अथवा इस पहलू को आपको स्पष्ट करने से पहले मैंने माइक्रो फ्लूइडिक प्रणाली सिद्धांत के बारे में चर्चा की जहां कि आप साम्यता को बदल सकते हो और एक छोटे नैनोमोलर पीकोमोलर सांद्रता को आप जानते हो कुछ विशिष्ट वृद्धि कारकों के बहाव किसी एक निश्चित बिंदु पर और तब स्रावित करें फिर एक अन्य वृद्धि कारक को भेजें जो कि आप जानते हो विभेदन को बढ़ा सकेगा अथवा कुछ अन्य पहलुओं को इस पूरी प्रक्रिया में वहां एक और शब्द है जो बहुत सहायक होगा और जिसे मैं अब अंकित कर रहा हूं यह शब्द कहलाता है विभाजन और विभेदन के मध्य में एक और शब्द है जिसे कहते हैं निर्विभेदन क्या है निर्विभेदन निर्विभेदन एक परिस्थिति है जहां एक कोशिका अपनी क्षमता को भूल जाती है अथवा खो देती है यह है विभेदन व्यवहार इसका क्या मतलब है उदाहरण के लिए कहे यह न्यूरॉन बनता है अब यह अपनी विशेषताओं को खो देता है कहे तो फ़ायरिंग एक्शन पोटेंशियल अथवा कुछ प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाना यह अपनी क्षमता खो देती हैं इसका मतलब यह कोशिका एक निर्विभेदन मे पहुंच चुकी है इसने अस्थाई रूप से अथवा सदैव के लिए क्षमता खो दी हम इसे चुटकी भर नमक के बराबर ही लेंगे क्योंकि हमें कोशिका विज्ञान के भविष्य के बारे में ज्ञात नहीं है जो कि एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा होगा हम निर्विभेदन कोशिका पर वापस आते हैं परिभाषा के आंकड़े हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सचेत रहूंगा तो लेकिन उतने समय के लिए एक निर्विभेदन कोशिका अपनी ओर से विशेष क्षमता को खो देती है जो कि विभेदन अवस्था होती है और वहां एक और हैं एक और शब्द जो कि बहुत सहायक है यह कहलाता है निर अनुकूलन उदाहरण के लिए कहें एक कोशिका किसी एक विशिष्ट हार्मोन को बनाने के लिए अनुकूलित है अब इस विशिष्ट हार्मोन का उत्पादन किसी अथवा अन्य कारण से यह उस विशेष परिस्थिति में अनुकूलित हो जाती है आप इस कोशिका को इस साम्यता में रखते हैं यह अलग तरह से व्यवहार करेगी उदाहरण के लिए कहे मुझे पूर्व के व्याख्यान का उदाहरण लेने दें उदाहरण के लिए करें यहां आपके पास एक साम्यता है अब यदि आप इस लाल को रखते हैं मैं हर एक घर को एक कोशिका जो कि इस साम्यावस्था में है की तरह मानूंगा यह कुछ एक्स वाई जेड क्रियाकलाप करेगी उदाहरण के लिए कहे यह यौगिक ए को उत्पन्न करेगी लेकिन जब आप इसे निकालते हैं और एकांत में विकसित होने देते हैं तब यह यौगिक ए को उत्पन्न नहीं करती क्योंकि इस लाल को यह यौगिक ए बनाने के लिए इस गुलाबी द्वारा इन हरों के द्वारा अथवा इस नीले के द्वारा प्रेरित करना आवश्यक है और यदि यह प्रेरित करने वाले कारक मौजूद नहीं हैं तब क्या होगा क्या यह कोशिका उस परिस्थिति का निर अनुकूलन करेगी इस प्रक्रिया को निर अनुकूलन कहते हैं यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं हम समझते हैं कि यह एक निर्विभेदित कोशिका है हम बाद में वापस आएंगे जब हम इन सभी चीजों के अधिक से अधिक संपर्क में आएंगे अथवा क्या यह निर अनुकूलित है क्या यह निर अनुकूलन परिशोधित हो सकता है क्या आप इस निर अनुकूलन को परिशोधित कर सकते हैं इसी प्रकार से जो लोग सेल लाइंस का उपयोग कर रहे हैं तो मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं जिसका मैंने परिचय दिया तो सेल लाइंस कोशिकाएं हैं जो कि लगातार विभाजित हो रही हैं और लोग इन कोशिका की कालोनियों को वियोजित करते हैं और इनका लिक्विड नाइट्रोजन में भंडारण करते हैं और इन्हें बाहर निकाल कर वापस से इनका संवर्धन करते हैं वापस से उनका उप संवर्धन करते हैं हम इन शब्दावलिओं पर वापस आएंगे इसके बारे में चिंता ना करें संवर्धन क्या है उप संवर्धन क्या है और वह सभी चीजें लेकिन उतने समय के लिए इसके बारे में सोचें कि हम कोशिका का समूह है विशिष्ट कोशिका का समूह और हम उन्हें विकसित कर सकते हैं हम इसका एक हिस्सा ले सकते हैं इस तरह से और हम इसका भंडारण कर सकते हैं और हम इसे एक बार लेकर अपने प्रयोग कर सकते हैं हमने इस हिस्से को निकाल लिया और इसे फिर से विकसित किया वापस से इसके एक हिस्से का भंडारण किया इसी प्रकार से हर बार जब भी हम इन्हें विभाजित करते हैं हम इसका एक हिस्सा लेते हैं और इसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं इसके बाद दोबारा से इसका इस्तेमाल करते हैं और हम इसके अनगिनत एलिकोट बना सकते हैं और हम एलिकोट लेते हैं हम इसे विकसित करते हैं और दोबारा से इसका एक हिस्सा लेते हैं इन प्रक्रियाओं जिनको उप संवर्धन कहते हैं आप इन्हें बार बार विकसित करते हैं लेकिन मैंने आपको जो कुछ बताया और एक कुछ कहें सेल लाइंस जिसका अक्सर उपयोग होता है 'हेला' कोशिका 'HeLa' cell दोबारा से हेनरियट्टा लेक्स के नाम पर हम इस कहानी पर वापस आएंगे इस 'हेला' कोशिका 'HeLa' cell पर लेकिन यहां मैं इससे ज्यादा पर प्रकाश डाला चाहूंगा मुझे रोचक और एहतियाती तरीके से कहना चाहिए हर बार कोशिका जब इन चरणों से विकसित होती हैं यह खो देती हैं मैंने आपको बताया टीलोमियर के हिस्से को क्योंकि टीलोमियर सक्रिय रूप से परिवर्तित होता है अब वहां दुनिया में कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जो कि 'हेला' कोशिकाओं 'HeLa' cells का उपयोग करती हैं लगभग सन 1950 में यह सभी सेल लाइंस विकसित की गई हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है की यह कोशिकाएं कितने चक्रों से गुजरी हैं एवं अभी भी हम इनका उपयोग कर रहे हैं और कई सारी खबरें हैं मैं निकाल लूंगा मैं निकालने की कोशिश करूंगा उन खबरों में से कुछ आपके पढ़ने के लिए कि वह कोशिकाएं क्या उचित तरीके से व्यवहार कर रही हैं कईयों जगहों पर यह हो रहा है सेल लाइंस एक समय तक उन्हें एक संश्लेषित कृत्रिम वातावरण में विकसित करना एक समय और दूसरे समय फिर दूसरे समय और दूसरे समय फिर दूसरे समय हमें परिणाम देता है जो कि उचित रूप से हैं Refer Time 2212 और क्यों यह मैंने आपको बताया है कि हर एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया मे है मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यह विभाजन प्रक्रिया मैं बता रहा हूं यह कभी खत्म नहीं होती आप इसे अनंत काल तक विभाजित कर सकते हैं शायद नहीं इसकी एक निर्धारित सीमा है और कई बार हम इस सीमा के परे जाने का प्रयास करते हैं जब कभी आप उप संवर्धन करते हैं या आप इस प्रक्रिया को जानते हैं इस प्रक्रिया मे पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं को रास्ता देने के लिए व्यक्ति को निगाह रखनी पड़ती है कि कितने बार यह हुई है कम से कम पाठ्यक्रम के लिए आप यह भी नहीं जानते हैं कि जब आप स्टॉक प्राप्त करते हैं तो वह पहले से ही कितनी बार विभाजित हो चुका है लेकिन कम से कम आप एक टैब अथवा एक आप क्या कर सकते हैं कुछ ऐसा कहलाता है एक कैरियोटाइप प्रक्रिया जहां आप समय समय पर गुणसूत्रों का विश्लेषण कर सकते हैं यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्तेमाल करता है उस प्रकार की आप जानते हो कोशिकाओं की सेल लाइंस आपको उनका कैरियोटाइप करके देखना चाहिए कितना करीब अथवा यह वास्तविक स्टॉक के कितना समान है या वास्तविक स्टॉक के विवरण कुछ 40 50 साल पहले का आप उसके कितना करीब है या की यह उस बिंदु तक पहुंच चुका है जिसमें की यह आप जानते हो फेंकने लायक हैं अब और उपयोग के काबिल नहीं है व्यक्ति को हमेशा उस अभ्यास से गुजरना पड़ता है समय पर और फिर दोबारा समय पर और फिर से आशा के साथ यह पता लगाने के लिए कि मैं कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो कि मुझे स्पष्ट परिणाम न दे और उसकी सराहना करने के लिए व्यक्ति को समझना चाहिए इस मूल सिद्धांत को यह एक प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है यह उस चक्र के द्वारा होता है और इसके अपने चेकप्वाइंट हैं जांच और संतुलन साइक्लिन और सीडीके काईनेज के रूप में जो कि एक जबर्दस्त भूमिका निभाते हैं मैं क्या बात ही तो कर रहा हूं क्या प्रश्न है जो मेरे पास है क्या यह प्रश्न उस कोशिका के अनुवांशिक अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है शायद इसका कोई मतलब नहीं है शायद आप इसका उपयोग एक सेंसर के रूप में कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वह एक प्रोटीन का संवेदन नहीं करता जिसका संश्लेषण किया गया तब तक यह पूरी तरह से ठीक है लेकिन शायद यह मायने रखता है आप इसके साथ कुछ अन्य प्रकार के प्रयोग कर रहे थे यह मूल प्रश्न है जैसे एक कोशिका संवर्धन करने वाले व्यक्ति को पूछना चाहिए इन सवालों को बिना पूछे मेरा मतलब है यह एक अंधी चाल होगी Refer Time 2444 हमें कुछ परिणाम प्राप्त होंगे और वास्तव में एक शोधपत्र भी लेकिन क्या वास्तव में आश्वस्त हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं अथवा जिसे आप आलेखित कर रहे हैं इसी वजह से इस मूल सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है हम वापस आएँगे इसलिए परेशान ना हो उनके लिए जो ट्रैक करने मे असमर्थ हैं कि यह सेल लाइन सिद्धांत क्या है इसका मैं परिचय दे रहा हूं हम इस पर वापस आएँगे लेकिन तब तक समझने के लिए की कोशिकाएं या तो विभाजन करेंगी अथवा कुछ विभाजन के बाद भी एक बिंदु पर पहुंचेंगी जहां वह आगे और विभाजन नहीं कर पाएंगी वहां पर विभेदन होगा तो भी वहां पर खुद कोशिकाएं होंगी जो स्थाई रूप से क्षमता खो चुकी होंगी अब तक जैसा हम जानते हैं शोध साहित्य के अध्ययन द्वारा उनकी विभेदन क्षमता और वह निर्विभेदित कहलाती है और तब भी वहां पर कुछ कोशिकाएं हैं जो कभी भी स्थाई रूप से विभेदन क्षमता नहीं खोती उनकी निर अनुकूलन कोशिकाएं वहां पर इसके जैसी कई सारी चीजें होंगी जो हो रही होंगी और तब वहां एक शब्दावली कहलाती है ट्रांसफॉरमेशंस और सभी जो कि आती हैं जो कि बाद में आएंगी जब हम सेल लाइन संवर्धन बारे में बात करेंगे इस समय तक हमने जिन चीजों के बारे में चर्चा की वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साम्यता हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स की बात की हमने इन वीवो प्रणाली के गतिशील स्वभाव के बारे में चर्चा की और कैसे हम उन इन वीवो प्रणाली का अनुकरण कर सकते हैं आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जो हैं एक माइक्रो फ्लूडिक प्रणाली और बाद में हम उन सभी समाप्त करने वाली चीजों की चर्चा करेंगे और उस क्षेत्र की सबसे हाल ही के अध्ययनों की 2017 तक के और अब हम कोशिका चक्र के बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं आपको चुनौतियों का एक एहसास दिलाने के लिए जो कि आप पाएंगे जब हम सेल लाइंस और प्राइमरी कल्चर की चर्चा करेंगे फिर से यह एक और नया शब्द है हम इस पर बाद में वापस आएंगे मैं यहां पर समाप्त करूंगा अगले व्याख्यान में हम संवर्धित कोशिका की जैविकी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे इससे पहले कि हम कोशिका संवर्धन तकनीक के अन्य पहलुओं पर बढे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद